हमने अपसरण प्रमेय और स्टोक्स प्रमेय के बारे में सीखा है यह एक सदिश राशि के अपसरण के आयतन समाकलन को उसी सदिश राशि के पृष्ठीय समाकलन के रूप से संबंधित करता है स्टोक्स प्रमेय एक सदिश राशि के कुंतल के पृष्ठीय समाकलन को एक बंद वक्र पर उसके रेखीय समाकलन से संबंधित करता है और यह एक बंद आयतन या बंद पृष्ठ पर है अपसरण प्रमेय vdVvds स्टोक्स प्रमेय vdsvdl इस व्याख्यान में हम दो या तीन उदाहरणों को देखने जा रहे हैं ताकि आप इन अवधारणाओं से परिचित हो जाए तो आइए पहले हम अपसरण प्रमेय को लेते हैं मैं कार्तीय निर्देशांक के संदर्भ में काम करूंगा और फिर आपको अन्य निर्देशांक पद्धतियों के लिए सवाल दूंगा आइए हम एक सदिश क्षेत्र A लेते हैं जिसे A x y z बराबर 2 x x plus 2 y y minus 3 z z के रूप में दिया गया है A2xx2yy 3zz तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर इसमें सभी तीन अवयव x y और z हैं हम यहां एक बिंदु को देखें इसमें x और y दिशा में अवयव है x y दिशा में जो बराबर हैं और z दिशा में इसका एक अवयव है जो अन्य तीन अवयवों का डेढ़ गुना हैं तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्र मैं इस सदिश को इस तरह से बनाता हूं और जैसे जैसे आप आगे और आगे बढ़ते हैं यह बड़ा और बड़ा होता जाएगा और आप इसे सभी अलग बिंदुओं पर बना सकते हैं यदि आप ऋणात्मक ओर पर हैं तो ऋणात्मक यह होगा z अवयव धनात्मक होगा तो आप देख सकते हैं कि यह एक तरह से अपसारी अभिसारी या कुछ भी होगा अब इस पर अपसरण प्रमेय को लागू करते हैं तो हम जो दिखाना चाहते हैं वह यह है कि A dot d s A के अपसरण और आयतन घटक समाकल का अदिश गुणनफल होगा सुविधा के लिए मैं माप 1 के एक बॉक्स का चयन करूंगा जो मूल बिंदु पर केंद्रित है यह केंद्र बिंदु है तो यह उस माप का बॉक्स है या आइए हम माप L का एक बॉक्स लेते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है माप L का घन ताकि यहाँ सामने की सतह x दिशा हो यह y दिशा है यह z दिशा है यहाँ सामने की सतह मूल बिंदु से L by 2 की दूरी पर है पीछे की सतह भी L by 2 की दूरी पर होगी यहाँ y की दिशा में सामने की सतह भी L by 2 पर है पीछे की सतह ऋणात्मक L by 2 पर होगी और इसी तरह z के किनारे पर निचली सतह minus L by 2 पर है और यह वाली ऊपरी सतह plus L by 2 पर है आइए पहले हम समाकल A dot d s की गणना करें अब जब हम अपसरण प्रमेय पर चर्चा करते हैं तो याद रखिए कि d s को आयतन से बाहर की ओर लिया जाता है तो काले रंग द्वारा दिखाए गए सामने की सतह पर d s x इकाई सदिश की दिशा में होगा या पीछे की तरफ ऋणात्मक x की दिशा में होने वाला है और हमने पहले ही देखा है कि x दिशा में d s d y d z x होता है पीछे की तरफ ऋण के चिह्न के साथ d y d z x होगा तो इन दो सतहों के लिए हम A और d s के अदिश गुणनफल की गणना करते हैं A और कुछ नहीं बल्कि 2 x in x direction plus 2 y in y direction minus 3 z in z direction dot d s होता है जो x की दिशा में d y d z होगा सामने की सतह के लिए जहाँ x L by 2 के बराबर है plus 2 x x plus 2 y y minus 3 z z d y d z times minus x जहाँ x ऋणात्मक L by 2 के बराबर है यह एक पीछे की सतह है backsurfacex l2 इसलिए जब आप अदिश गुणनफल लेते हैं तो ये पद योगदान नहीं करेंगे तो मैं उनके बारे में चिंता नहीं करूंगा x बराबर L by 2 है इसलिए आपको जो मिलेगा वह 2 times L by 2 times d y d z है जो कि और कुछ नहीं बल्कि सतह के क्षेत्रफल और 2 times minus L by 2 का योग होगा क्योंकि पीछे की सतह x बराबर ऋणात्मक L by 2 है और x और ऋणात्मक x आपको एक और ऋण का चिह्न समाकल d y d z देते हैं जो कि क्षेत्रफल भी है यह और कुछ नहीं बल्कि सामने की सतह का क्षेत्रफल है और आप तुरंत देख सकते हैं कि यह आपको क्या देता है यह 2 रद्द हो जाता है यह 2 रद्द हो जाता है और आखिरकार आपको 2 L घन मिलता है तो सामने की सतह और पीछे की सतह के पृष्ठीय समाकल आपको 2 L घन देते हैं Ads2×L2dydz2 L2 1dydz2L3 आइए हम y की दिशा को देखते हैं आपके पास सामने और पीछे की सतह के लिए समाकल हैं A dot d s y की दिशा के लिए यह 2 y d x d z at y equals L by 2 plus 2 y d x d z समाकल होगा अब यह घन का चिह्न ऋण के चिह्न द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा क्योंकि यहां बाहर पीछे की सतह के लिए इकाई सदिश गुणनफल y और ऋणात्मक y का गुणनफल होगा तो y ऋणात्मक L by 2 के बराबर है यह अदिश गुणनफल है तो इसने आपको यहां एक ऋण चिह्न दिया था यह फिर से 2 L घन का योगदान देगा और फिर आखिरकार कैसे होगा z सतहों के लिए A dot d s और कुछ नहीं बल्कि ऋणात्मक 3 z है और आपके पास d x d y होगा और यह z बराबर L by 2 पर z dot z minus 3 z d y होगा z बराबर ऋणात्मक L by 2 पर z dot minus z होगा तो यह आपको 3 times L by 2 times L square times 2 देता है जो कि यहाँ पर ऋण के चिन्ह के साथ है जो कि कुछ नहीं बल्कि ऋणात्मक 3 L घन है y direction2ydxdz y L22L3 Ads z surface 3zdxdy zL2zz 3zdxdy z L2z z 3×L2L2×2 3L3 इसलिए यदि आप सभी तीन योगदानों को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको 2 L cubed plus 2 L cubed minus 3 L cubed मिलता है जो कि L घन है जो कि A dot d s के समाकलन के बराबर है Ads2L32L3 3L3L3 आइए अब हम अपसरण प्रमेय को लागू करते हैं और देखें कि क्या यह समान उत्तर देता है अपसरण प्रमेय के अनुसार A dot d s आयतन पर A के अपसरण का समाकलन होगा और A का अर्थ 2 x in the x direction plus 2 y in the y direction minus 3 z in the z direction है आप देख सकते हैं कि A का अपसरण जो कि partial A x partial x plus partial A y partial y plus partial A z partial z है वह 1 होगा यह अचर है तो मैं इसे बाहर निकाल सकता हूं यह केवल d v हो जाएगा जहां पर d v घन पर आयतन समाकल है जो कि L घन है यह मुझे एक ही उत्तर देता है

A2xx2yy 3zz AAx∂xAy∂yAz∂z1 AdsAdVdVL3 आप अपसरण प्रमेय की शक्ति भी देख सकते हैं जबकि A dot d s की गणना में मुझे छह सतहों पर समाकलन करना पड़ा और उत्तर L घन मिला अपसरण प्रमेय में मुझे यह उत्तर दो या तीन पंक्तियों में मिल गया तो इस तरह से आप इसे अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं इसके बाद मैं फिर से अपसरण प्रमेय के लिए एक उदाहरण लेता हूं जहां मैं A को x x plus y square y plus x y z के बराबर लूंगा और फिर से मैं गणना करना चाहता हूं यह मूल बिंदु पर केन्द्रित L किनारे के एक घन पर A dot d s का समाकल है तो अपसरण प्रमेय द्वारा A dot d s और कुछ नहीं बल्कि A का अपसरण d v है और आप तुरंत देख सकते हैं कि A का अपसरण x के संदर्भ में x अवयव का अवकलज है जो मुझे 1 देता है और y के संदर्भ में y अवयव का अवकलज है जो मुझे 2 y देता है और z के संदर्भ में z अवयव के अवकलज का योग है क्योंकि यह x y है यह योगदान नहीं करता है और मेरे पास d x d y d z d x समाकल है मुझे उन्हें अलग से लिखने दीजिए d x समाकल ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक है d y समाकल ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक है d z समाकल ऋणात्मक L by 2 से L by 2 तक है पहला पद एक अचर है इसलिए मुझे x y और z से तुरंत L L और L का योगदान मिलता है और इसलिए मुझे पहले पद से L घन मिलता है और दूसरे पद के लिए x फिर से मुझे L देता है z फिर से मुझे L देता है वहां पर एक 2 है और y का समाकल मुझे y square over 2 minus L by 2 to L by 2 देता है तो यह L घन के बराबर है और यह पद 0 हो कर लुप्त हो जाता है तो यह उत्तर है L2L2L30L3 आइए अब पृष्ठीय समाकल A dot d s की गणना करके स्पष्ट रूप से प्रमेय की जाँच करें याद रखिए अब मैं इसे a घन पर कर रहा हूं जो पिछले उदाहरण की तरह मूल बिंदु पर केंद्रित है तो मेरे पास x बराबर L by 2 है और पीछे की तरफ x बराबर ऋणात्मक L by 2 है पीछे की तरफ इकाई सदिश ऋणात्मक x है सामने की तरफ है यह धनात्मक x है इसी तरह y की दिशा में इकाई सदिश यहाँ धनात्मक y है इस तरफ y बराबर L by 2 पर ऋणात्मक y है और यह y बराबर ऋणात्मक L by 2 है और ऊपरी सतह पर z निचली सतह ऋण इकाई सदिश और यह ऋणात्मक L by 2 पर है और यह L by 2 पर है इसलिए जब मैं xबराबर L by 2 के लिए A dot d s करता हूं मुझे L by 2 times d y d z प्राप्त होगा क्योंकि याद रखिए कि A x है तो L by 2 और पीछे की ओर के लिए मुझे minus L by 2 d y d z मिलेगा लेकिन फिर x dot minus x और यह इस चिन्ह को धनात्मक बना देगा मैं अब इसे हटा सकता हूं और यह मुझे L by 2 times L square 2 times देता है तो यह मुझे L घन देता है तो यह x वाला भाग है x partL2dydz L2dydzx xL2L2×2L3 y वाले भाग के बारे में क्याआइए इसे नीले रंग से करते हैं y अवयव y वर्ग है A y y वर्ग है तो d s A y समाकल y square d x d z at y equals L by 2 minus integral y square d x d z at y equals minus L by 2 होगा यह ऋण का चिह्न फिर से आता है क्योंकि पीछे की तरफ y बराबर ऋणात्मक L by 2 पर इकाई सदिश ऋणात्मक y की दिशा में है और आप देख सकते हैं कि यह तुरंत मुझे 0 देता है yL2 y2dxdz y L20 तीसरा पद A z d s मुझे x y d x d y minus L by 2 to L by 2 at z equals L by 2 plus समान पद at z equals minus L by 2 देता है लेकिन आप देखते हैं कि ये समाकल x और y समाकल विषम हैं और समाकल को minus L by 2 से plus L by 2 तक किया जाता है इसलिए उनका योगदान 0 हैं तो आप तुरंत देख सकते हैं कि A dot d s वास्तव में l का घन है और यह अपसरण प्रमेय की पुष्टि करता है z L20 अगला मैं स्टोक्स प्रमेय से एक उदाहरण लूंगा एक बहुत ही सरल उदाहरण याद कीजिए कि स्टोक्स प्रमेय ने क्या कहा था इसने कहा था कि यदि एक सदिश क्षेत्र है तो A dot d l एक बंद पथ के चारों ओर curl of A dot d s बन जाएगा तो आइए हम सदिश क्षेत्र A x y z लेते हैं जो बहुत ही सरल हैं मैं इसे 2 y x के बराबर लूंगा A2yx आइए देखें कि यह कैसा दिखता है यदि मैं इसका अंकन करता हूं तो इसकी दिशा हमेशा x दिशा में होती है और किसी भी बिंदु पर इसका परिमाण y के अनुसार होता है और जैसे जैसे y बढ़ता है यह बढ़ता रहता है ऋणात्मक y की ओर यह ऐसा ही होने वाला है और आप इसे देख सकते हैं इसलिए ये सभी बिंदु बड़े हो जाएंगे यह केवल y निर्देशांक पर निर्भर करता है कुंतल की परिभाषा से आप देख सकते हैं कि यह क्षेत्र चारों ओर घूम रहा है या जैसा कि मैंने कहा कुंतल के परीक्षण के रूप में है यदि मैं इस क्षेत्र में एक छोटी छड़ी को रखता हूं और कल्पना करता हूं कि ये तीर एक द्रव के वेग को इंगित करते हैं तो आप देखेंगे कि यह इस तरह घूमेगा तो आप कह सकते हैं कि कुंतल ऋणात्मक z की दिशा में है फिर भी आइए हम इकाई वृत्त लेते हुए स्टोक्स प्रमेय की जांच करें और इस इकाई वृत्त पर वामावर्त दिशा में समाकल की गणना करें और यदि मैं इस समाकलन को एक इकाई वृत्त पर करता हूं तो यह curl of A dot d s के बराबर होना चाहिए इस इकाई वृत्त के लिए क्योंकि यह x y plane में है d s z की दिशा में होगा फिर मुझे dx d y मिलेगा dsdxdyz d l क्योंकि मैं वामावर्त जा रहा हूं कार्तीय निर्देशांक में dl d x x plus d y y होगा मैं इसे इस रूप में भी लिख सकता हूं क्योंकि यह इकाई वृत्त है बहुत ही सरलता से लंबाई r बराबर 1 है इसलिए d phi phi की दिशा में है दोनों एक ही बात बताते हैं dldxxdyydϕ तो आइए हम A के कुंतल की गणना करते हैं A को 2 y x के रूप में दिया जाता है A का कुंतल i j है मैं इकाई सदिशों x y और z का उपयोग कर रहा हूं आंशिक x आंशिक y आंशिक z x की दिशा y 0 0 है यह जो x अवयव के बराबर है यह मुझे 0 देगा y अवयव मुझे 0 देगा और z अवयव ऋणात्मक 2 है इसलिए A का कुंतल ऋणात्मक 2 z है तो curl of A dot d s के बारे में क्या क्योंकि A का कुंतल अचर है मैं इसे ऋणात्मक 2 से बाहर निकाल सकता हूं मेरे पास k z unit vector dot z unit vector है क्योंकि x y समतल में वे वेक्टर धनात्मक z दिशा में सदिश हैं क्योंकि मैं वामावर्त जा रहा हूं d x d y और यह मुझे इकाई वृत्त का क्षेत्रफल देते हैं और इसलिए यह minus pi r square minus 2 pi है यह समाकल curl of A dot d s है Ax y z ∂x ∂y ∂z 2y 0 0 00 2z 2z Ads 2zzdxdy 2π आइए अब हम रेखीय समाकल की गणना करते हैं रेखीय समाकल के लिए मैं इसे एक इकाई वृत्त पर कर रहा हूं A को 2 y x के बराबर दिया जाता है जिसे मैं लिख सकता हूं कि 2 y और कुछ नहीं बल्कि sine phi x इकाई सदिश है अब हम पहले ही देख चुके हैं कि बेलनी निर्देशांक में S इकाई सदिश और कुछ नहीं बल्कि x cosine phi plus y sine phi है और phi इकाई सदिश minus x sine phi plus y unit vector cosine phi के बराबर है और इसलिए मैं x इकाई सदिश को S cos phi minus phi unit vector sine phi के के रूप में लिख सकता हूं तो मैं A को 2 sine phi cosine phi S minus sine phi phi के रूप में लिख सकता हूं A और d l का अदिश गुणनफल हमने पहले ही देखा है कि d l कुछ भी नहीं बल्कि phi इकाई सदिश और d phi का गुणनफल है मुझे जांचने दीजिए कि यदि मैंने ऐसा किया है हां मैंने वास्तव में यहां वही किया है वास्तव में यहाँ है तो A और d l का अदिश गुणनफल 0 से 2 pi तक 2 sine phi times minus sine phi d phi का समाकल होगा minus 2 integral sine square phi d phi 0 to phi 2 pi होता है और यह वास्तव में आपको ऋणात्मक 2 pi देता है